मैंने आपके साथ बिजनेस गेम और फिर बिजनेस गेम्स की फायदे और नुकसान भूमिका पर चर्चा की है अब इस विशेष व्यवसाय के खेल का विषय नेतृत्व और टीम का निर्माण है अब प्रतिभागियों का समूह होगा और फिर हमें प्रतिभागियों को चुनना होगासमूह से स्वेच्छा से इसका मतलब है कि उन्हें स्वेच्छा से आना होगा और वे आएंगे अब यह विशेष खेल गेंदों से संबंधित है और इन गेंदों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कम से कम 4 सदस्यों की आवश्यकता है और फिर हम इस खेल को बहुत प्रभावी ढंग से कर सकते हैं इससे पहले कि मैं इस विशेष खेल के बारे में उन्हें बताना शुरू करूं मैं उनसे अपना परिचय देने का अनुरोध करूंगा उनके नाम और एमबीए पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता भी छात्र जी सिल्वा कुमार वर्तमान में मानव संसाधन प्रबंधन और विपणन में एमबीए अंतिम वर्ष कर रहा हूं छात्र मैं सुरेश हूं वर्तमान में मार्केटिंग और एचआर में एमबीए में अपना अंतिम वर्ष कर रहा हूं स्टूडेंट मैं इरफान हारिस हूं और मैं अंतिम वर्ष एमबीए में हूं विशेषज्ञता एचआर और विपणन स्टूडेंट मैं झेल शाह हूं फिलहाल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग और फाइनेंस में अपना एमबीए फाइनल ईयर कर रहा हूं स्टूडेंट मैं शिवांगी सिंह हूं फिलहाल में परिवहन प्रणालियों के लिए केंद्र में पीएचडी कर कर रही हूं स्टूडेंट हेलो मैं राहुल सोनकर हूं मैं 2nd इयर में MBA कर रहा हूं और स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं विपणन स्टूडेंट हेलो मैं दुष्यंत यादव हूं और मैं 2nd ईयर से हूं मेरी स्पेशलाइजेशन आईटी और एचआर है छात्र नमस्ते मेरा नाम शुभम धाकड़ है यह मेरा एमबीए में अंतिम वर्ष है मैं स्पेशलाइजेशन एचआर और संचालन में कर रहा हूँ प्रोफेसर ठीक है अब मैं उनके साथ बातचीत करूँगा और उन्हें दिखाऊँगा कि उन्हें इस विशेष खेल का प्रदर्शन कैसे करना है ठीक है प्यारे दोस्तों मैं क्या करूँगा मैं ये गेंदों को डालूँगा आपको 4 की टीम में विभाजित करना होगा पहले 3 व्यक्ति उन्हें अपने आंखें को बंद करना होगा रूमाल से और फिर अंतिम व्यक्ति केवल संकेतों से संवाद करेगा कि किस गेंद को पिकअप किया जाना है यहाँ नियम इस प्रकार है पीली गेंद पीली गेंद होने पर माइनस 2 यह सफेद गेंद है माइनस 1 है और यह गुलाबी गेंद है जो 3 प्लस हैइसलिए अधिक गुलाबी गेंदों आप अधिक स्कोर करेंगे और फिर आपको जीतना होगा जैसा कि मैंने संचार में एक एक करके उल्लेख किया है कि आपको कतार में खड़ा होना है और फिर एक सीधी रेखा और फिर गेंदें हैं आपको इसे चुनना है इस पर कोई प्रश्न छात्र एक टीम को कितना समय आवंटित किया जाएगा प्रोफेसर 10 मिनट प्रत्येक टीम के लिए 10 मिनट इसलिए टीम के बाकी सदस्य देखेंगे कि वे ठीक से कर रहे हैं या बस उस उद्देश्य के लिए छात्र सर गेंदों का अनुपात क्या है प्रोफेसर अधिकतम 10 मिनट क्योंकि ये गेंदें वहां होंगी और फिर आपकोमाफ़ करना छात्र सर कितनी गेंदें प्रोफेसर यहाँ छात्र हाँ प्राध्यापक यहाँ लगभग 15 गेंदें होंगी ये सभी गेंदें होंगी छात्र बिना आंखों पर पट्टी से व्यक्ति के क्या उसे अनुमति है स्वतंत्र रूप देखने के लिए प्रोफेसर नहीं वह अंतिम व्यक्ति इस तरह मार्गदर्शन करेगा जैसे कि यह पंक्ति है और मैं अंतिम हूं इसलिए मान लीजिए कि गेंदें हैं और मुझे कहना हैदायें जाइयेइसलिए मैं इस तरह कहूंगा और मुझे कहना होगा कि अब बैठ जाओ फिर इस तरह और बाएं इस तरह कि आप तय कर सकते हैं अगर आप कहना चाहते हैं आगे बढ़ें फिर इस तरह अब आप खींचना चाहते हैं यह इस तरह है जैसे कि गेंद के स्थान के अनुसार आपको उसे निर्देशित करना होगा कि उसे किस दिशा में जाना है छात्र क्या वह आगे आकर जाँच सकता है कि गेंद कहाँ हैं और फिर निर्देशित कर सकते हैं प्रोफेसर नहीं नहीं उसे वहीं खड़ा होना है केवल अंतिम व्यक्ति उसे पंक्ति नहीं छोड़नी चाहिए वह केवल पंक्ति में होना चाहिए छात्र सही है प्रोफेसर अच्छा सवाल है तो क्या यह ठीक हैकोई और सवाल छात्र तो हम सभी ४ को एक इकाई के रूप में जाना चाहिए प्रोफेसर हाँ इकाई के रूप में आगे बढ़ना छात्र ठीक है प्रोफेसर यह अच्छा है मैं और दूसरी टीम अलग खड़ी होगीइसलिए वे सीधे जा सकते हैं और फिर वे चुन सकते हैं है ना इसलिए मैं आपको कम से कम 7 मिनट का समय दूंगा या आप कृपया अपनी रणनीतियों पर चर्चा करें जिन संकेतों से आप संवाद करेंगे और आपकी जीत की रणनीति क्या होगी इसलिए चर्चा करें ठीक है छात्र चर्चा का समय २ मिनट है प्रोफेसर 7 मिनट अब वे चर्चा कर रहे हैं हमें उन्हें चर्चा के लिए समय देना है और आप देख सकते हैं कौन शामिल है ट्रेनर को यह देखना होगा कि कौन अधिक शामिल है और कैसे बातचीत होती है वे क्या रणनीति तय करने वाले हैं लेकिन प्रशिक्षकों से कोई हस्तक्षेप नहीं छात्र सर अंक केवल गिने जाएंगे जब वह उठाता है या जब छूता है प्रोफेसर हाँ अब जैसे ही तुम गेंद उठाओ बिंदु माना जाता हैऔर केवल स्पर्श नहीं द्वारा करना लेकिन एक बार जब आप उठा लेते हैं तो ठीक है प्रोफेसर नहीं एक बार तुमने उठा लिया तो छात्र भले ही वह गलत उठाता हो हमें इसे लेना चाहिए प्रोफेसर हाँ छात्र एक बार जब हम गेंद को उठाते हैं तो हम बाहर फेंक सकते हैं प्रोफेसर नहीं आपको मुझे देना होगा मैं इकट्ठा करूंगा छात्र सर एक ट्रायल मिल सकता है क्या छात्र हम ट्रायल के लिए पूछ सकते हैं प्रोफेसर अब एक टीम ट्रायल के लिए कह रही है इसलिए हां हम ट्रायल के लिए समय दे सकते हैं देखो कि वे कैसे कर पा रहे हैंइसलिए परीक्षण देने में कोई समस्या नहीं है हाँ इसलिए आप सभी कृपया इस तरफ आओ ट्रायल के लिए मैं केवल 3 बॉल रख रहा हूं स्टूडेंट सर यह तो अभी देख लेगा थोड़ा बाद में रखिए प्रोफेसर हां मैं चेंज कर दूंगा प्रोफेसर अब अन्य टीम को यह सुनिश्चित करना है कि ये रुमाल ठीक से बंधे हैं आँखें बंद हैं तो अब मैं पैटर्न बदलूंगा और कृपया कोई मौखिक संचार नहीं होगाठीक है और रूमाल मत छूना शुभम ठीक है तो समय खत्म हो गया है परीक्षण का समय समाप्त हो गया है अब अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा कर सकते हैंआप भी एक परीक्षण करना चाहते हैं छात्र ज़रूर सर प्रोफेसर जब दोनों टीमें ट्रायल के लिए कह रही हैंतो हम ट्रायल दे सकते हैं हाँ हम परीक्षण के लिए उन्हें अनुमति दे सकते हैं ताकि वे समझें प्रोफेसर अभिषेक मार्कर व्हाइटबोर्ड मार्कर प्रोफेसर ठीक है अब फिर से अपनी आँखें खोलना तो 2 टीमें एक लाल था एक पीला है शुरू करो हाँ ठीक है अच्छा मैं सोच रहा था कि यह मुश्किल होगा लेकिन यह पैटर्न सीधी रेखा आसान था अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है तो यही वह तरीका है जिससे उन्होंने एक दूसरे से संवाद किया है अब हम विशेष रूप से सभी गेंदों के साथ पूरे खेल की शुरुआत करेंगे पहले हम टॉस करेंगे शुभम कृपया टॉस करें कप्तान कौन है सूरज प्लीज ओके तो तुम दूसरे हो अच्छा ठीक है उन्होंने टॉस किया है और रेड टीम ने टॉस जीता है और उन्होंने पीली टीम को पहले खेलने के लिए दिया हैइसलिए अब पीली टीम तैयार हो रही है कृपया अंदर आइएउसके बाहर नहीं रिकॉर्डिंग के कारण पहले यह एक तो अंदर आ जाओआप इस तरफ भी आ सकते हैं एक बार जब आप तैयार होंगे तो मुझे बताएंगे और फिर मैं गेंदें डालूंगा तो मैं कहूंगा शुरू करो तो आप लिखना शुरू करें तो कृपया जांच लें कि हकीक कि गाँठ ठीक से हैं आंखें बंद हैं छात्र सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इन गेंदों को फैलाने में प्रोफेसर हाँ आप मदद कर सकते हैं इसलिए ट्रेनर या तो कर सकते हैं या दूसरी टीम से पूछ सकते हैं इसलिए गुलाबी वाला प्लस 3 है पीला वाला माइनस 2 है और सफेद वाला माइनस 1 होगा हाँ किया छात्र हां सर प्रोफेसर क्या मुझे उन्हें शुरू करने के लिए कहना चाहिए ठीक है कृपया शुरू करें छात्र सर समय क्या है प्रोफेसर 10 मिनट हमने उन्हें 10 मिनट दिए हैं 6 मिनट और देने हैं प्रोफेसर खड़े होने की जरूरत है पीछे हाँ प्रोफेसर तो खत्म छात्र हाँ प्रोफेसर तो वे अब खत्म करना चाहते हैं इसलिए उनका दौर खत्म हो गया है क्योंकि वास्तव में अब कोई गुलाबी गेंद नहीं बची है इसलिए वे खत्म करना चाहते हैं ठीक है ठीक है तो क्या है स्कोर तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए वे बहुत अच्छा खेले तो स्कोर क्या है 12 अंक बहुत अच्छे हैं अब टीम बी प्लीज अब टीम ए गेंदों को फैला सकती है तो आपने देखा होगा कि गैर मौखिक संचार कैसे किया गया है और वह व्यक्ति जो नेता माना जाता है अंतिम व्यक्ति जिसने निर्देश दिए हैं और उनका स्कोर प्लस12 इसलिए पीली टीम अब हमें देखते हैं रेड टीम कैसे करती है अभी पहले उन्हें अपनी आँखें बंद करनी चाहिए और फिर छात्र पहले उन्हें अपनी आँखें बंद करने दो और फिर यह करो प्रोफेसर ठीक है तो तुम तैयार हो छात्र हाँ प्रोफेसर शुरू करो प्रोफेसर ठीक है छात्र यह खत्म हो गया है प्रोफेसर ठीक है इसलिए वे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि गेंदें खत्म हो गई हैं तो स्कोर क्या है कृपया यहां कुल लिखें 15 तो कृपया मैच जीतने वाली लाल टीम का तालियों से अभिनंदन कीजिए अब हम नेता और सभी सदस्यों के साथ अनुभव साझा करेंगे पहले हम पीली टीम के नेता से पूछेंगे छात्र सर जब हमने शुरू किया था गेंदें पासा पर बिखरी पड़ी थी समस्या यह थी कि हमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कमांड की जरूरत होती है इसलिए बाईं ओर मुड़ने के लिए हमें बाईं ओर दो बार टैप करना होगा और यदि आप सही मोड़ना चाहते हैं हमें एक बार टैप करना होगा और वही चीज़ मेरे सामने खड़े अन्य 3 लोगों को कैसे समझाया जाए तो समस्या संवाद करने की थी और प्रमुख समस्या पहले कौन आदमी गेंद उठा रहा है प्रोफेसर आपने पहले आदमी का फैसला कैसे किया क्योंकि जब आपने रणनीति बनाई थी तो यह कैसे तय किया गया था कि कौन नेता बनेगा और आपके समूह में पहला आदमी कौन होगा छात्र हमने आपस में चर्चा की इसलिए सिल्वा कुमार पहले नेता बनने के लिए तैयार थे फिर हमें छोटे कदमों की जरूरत थी और सामने वाले व्यक्ति को बहुत छोटे कदम उठाने चाहिएतभी हम इस छोटी दूरी में प्रभावी रूप से मार्गदर्शन कर सकते थे इसलिए हमने उस उद्देश्य के लिए जिगरी को चुना और मैं नेता बन गया और हमने आपस में चर्चा की हम आदेशों को सुलझाते हैंकब बाएं मुड़ना है कब दाएं मुड़ना है गेंद को कब गिराना है कब गेंद को उठाना है और सही गेंद को कब उठाना है प्रोफेसर तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा यह ठीक था छात्र समस्या तब थी जब सामने वाले द्वारा उठाए गए कदम अलग अलग समय पर अलग थे इसलिए पहली गेंद उठाते समय जब हमने कदम उठाए थे तो बहुत धीमे थे और दूसरी गेंद के कदम बहुत बड़े थे इसलिए कोई आदेश नहीं था कि हमें कितनी तेजी से जाना चाहिए एक इकाई के रूप में हमें कितने कदम उठाने चाहिए उस की कोई आदेश नहीं था हम आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे हमें सिर्फ कमांड पुश करना था इसलिए यह समस्या थी और मोड़ थोड़ा मुश्किल था तो कितना मोड़ और हमें किस तरफ मुड़ना है बाईं ओर दाईं ओर हमें कितनी डिग्री मुड़ना हैएक कठिनाई थी प्रोफेसर तो इस प्रकार की अनिश्चितता में आपने कैसे नियंत्रण करने का निर्णय लिया है छात्र तो अगर आपने कोई गलत कदम उठाया है तो हमें प्रभावी ढंग से संवाद करना होगा कि हमने यह किया है हमें पहले स्वीकार करना होगा और हमने फैसला किया था अगर गलत कोण था हम संवाद करेंगे कि हमें पहले एक कदम वापस लेना चाहिए और फिर हमें सामने जाना चाहिए इसलिए हम अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार सकते हैं इसलिए मुख्य बात टीम के सदस्यों के बीच प्रभावी संवाद था प्रोफेसर ठीक है हाँ तुम पहले सही थे छात्र हाँ प्रोफेसर तो कृपया अपने अनुभव साझा करें छात्र जहां तक संचार का संबंध था जब हम एक इकाई के रूप में आगे बढ़ रहे थे यह ठीक था लेकिन जिस पल मैं बैठ गया मुझे लगा कि संचार थोड़ा कम हो गया है मेरे पीछे वाला व्यक्ति भी नहीं बैठा था इसलिए उस कदम को समझने के लिए समय की आवश्यकता थी प्रोफेसर समय ठीक है लेकिन तुम मिल गए उचित संचार स्टूडेंट हां मैं ज्यादातर समझने में सक्षम था प्रोफ़ेसर लेकिन यहाँ आप 2 बार पाते हैं कि आपने अलग अलग गेंदें ली हैं छात्र हाँ प्रोफेसर तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों था यह संचार की कमी या गलतफहमी के कारण था छात्र ज्यादातर गलतफहमी प्रोफेसर गलतफहमी संदेश का संचार किया गया था छात्र हाँ प्रोफेसर ठीक है धन्यवाद इसलिए इस टीम का कोई अन्य सदस्य साझा करना चाहता है छात्र एक रणनीति की तरह हम विपरीत टीम के साथ तुलना करने पर थोड़े से असफल रहे यदि वे गलत गेंद लेते हैं तो वे इसे नहीं उठाते हैं वे इतना निश्चित हैं कि वे केवल गुलाबी गेंद चुनना चाहते हैं और वे गलत गेंद को उठाकर आपको देना नहीं चाहते हैं रणनीति के अनुसार हमारे पास इसकी कमी है और उन्होंने वास्तव में एक इकाई के रूप में काम कियाउन्होंने बहुत अच्छा किया और उनकी चाल भी बहुत सटीक थी जैसे कि वे चल रहे थे बहुत अधिक क्षण वे सीधे जा रहे थे और बहुत तेजी से खेल समाप्त किया प्रोफेसर ठीक है अब अगली टीम के नेता और पहला मोर्चा स्टूडेंट सबसे पहले हमारे लिए यह थोड़ा आसान था क्योंकि हमने ट्रायल लिया और सर से ट्रायल मांगा इसलिए हम खेल का अनुभव कर सकते हैं प्रोफेसर लेकिन आपने ट्रायल भी किया है ना छात्र सर लेकिन यह दूसरी बार आसान था पहली बार उन्होंने संघर्ष किया हम ठीक थेजब असली खेल शुरू हुआ तो हमने संघर्ष किया प्रोफेसर और फिर वे ठीक थे स्टूडेंट इसीलिए टॉस जीतने के बाद भी हमने उन्हें पहला मौका दिया ताकि हम कुछ और अनुभव ले सकते हैं और उससे सीख सकते हैं और फिर इसे निपटना भी थोड़ा आसान था क्योंकि विपरीत टीम ने इसे बहुत करीब बना दिया और हमें इतना आगे नहीं बढ़ना पड़ा हमने पहले ही तय कर लिया था कि हमें क्या कदम उठाना है टीम और उन्हें क्या निर्देश दिए जाने हैं इसका प्रभावी ढंग से पालन भी किया प्रोफेसर ठीक है हाँ शुभम छात्र मुझे लगता है कि परीक्षण सबसे अच्छी चीज थी जो हम कर सकते थे क्योंकि हम इन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं खासकर कि हमारे पास चरणबद्ध क्षण नहीं था प्रोफेसर हाँ हाँ छात्र और यह अच्छी बात है कि उन्होंने इसे बंद कर दिया है क्योंकि कोई भी क्षण नहीं है जो पीछे मुड़ रहे थे प्रोफेसर लेकिन वह क्षण वास्तव में बहुत अच्छा था और संचार बहुत उचित था छात्र इसके अलावा हम इस पर काम कर रहे थे कि परीक्षण में विभिन्न गलतफहमी थे हमने बनाया नए कदम हमने चैनलों के बीच अधिक सुधार किया क्योंकि वहाँ चैनलों के बीच गलतफहमी थी 2 चरणों के बीच भ्रम था इसलिए मुझे लगता है परीक्षण सबसे अच्छी चीज थी जो हम कर सकते थे प्रोफेसर आपके पास सही हो सकता है सदस्य आप कुछ साझा करना चाहेंगे छात्र हमने इस खेल से महत्वपूर्ण बात सीखी कि एक टीम के रूप में कैसे काम किया जाए किसी भी संगठन में मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे टीम में काम करना है यह एक बहुत कमाल का खेल है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर क्या आप पाते हैं कि संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छात्र हाँ छात्र हाँ छात्र हाँ प्रोफेसर जिस अंतिम व्यक्ति ने संदेश दिया वह नेता था ठीक तो बस यही था शिवानी क्या तुम कुछ कहना चाहती हो छात्र जैसा कि नेता पहले ही कह चुके हैं कि हमने उनका खेल देखा है और हमने 2 रणनीति को समझा है हमने संकेत नहीं बनाए हैं और हमने उनसे सीखा है इसलिए यह अच्छा था कि पहले हमने खेल का अवलोकन किया और फिर हमने दूसरा मौका लिया प्रोफेसर तो टॉस जीतना भी था छात्र इस खेल में एक और बात संगठनात्मक संस्कृति नीचे श्रृंखला में गलत संचार की एक बड़ी संभावना है संदेश को दूसरे तरीके से व्याख्या किया जाता है इसलिए मुझे लगता है कि यह खेल हमें यह सिखाता है कि हमें एक सेकंड रुक कर संयम रखकर संदेश को समझना चाहिए और सुधारना चाहिए यदि हम इसमें कुछ असामान्य पाते हैं और फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट सर फिर एक और बात संचार नेता से प्रथम पुरुष तक होता है और संचार का दूसरा तरीका भी महत्वपूर्ण है अगर पहला आदमी गलत गेंद उठाता है जो यह संदेश भी वापस संचार किया जाए प्रोफेसर हाँ हाँ स्टूडेंट तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नेता को पहले यह देखना चाहिए अगर पहले वाला गलत गेंद को उठाया या नहींऔर वह फिर से संवाद कर सकता था कि उसने गलत गेंद को चुना है है इसलिए हमें उस कदम को बदलना होगा जो हमने लिया था और हमें फिर से शुरू करना होगा प्रोफेसर और फिर से संवाद छात्र फिर से संवाद करें प्रोफेसर और समय पर छात्र हाँ प्रोफेसर अन्यथा वह खोज शुरू करेंगे छात्र कोई पिछड़ा संचार नहीं है कमांड केवल सामने से जैसे हैं बैक टू फ्रंट लेकिन फ्रंट से बैक तक कोई कमांड नहीं है प्रोफेसर हाँ हाँ छात्र कोई प्रतिक्रिया नहीं है प्रोफेसर कोई प्रतिक्रिया नहीं हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं छात्र जब हमने दूसरी टीम के लिए गेंद रखी तो रणनीति थोड़ी सी असफल रही इसे समूहीकृत किया हमने थोड़ा कदम बढ़ाया हमारे पास जीतने का मौका था हम कम से कम समय बढ़ा सकते थे जैसे वे चरम सीमा तक जा सकते थे छात्र वे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं थे कि उन्हें एक स्थान पर बैठना था और उन्हें गेंद चुनना थाकेवल सीधे चलना था वह सीधा था कोई भी मोड़ नहीं प्रोफेसर तो गेंद का प्रसार भी बहुत महत्वपूर्ण है और फिर यह उस क्षेत्र पर निर्भर होगा जहां आप सही क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं इसलिए आपकी फील्डिंग बेहतर है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अगले मॉड्यूल में मैं बात करूंगा पाठ में अवधारणाओं के साथ विवरण सीखने के बारे में धन्यवाद